इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पर व्याख्यानों में आपका स्वागत है तो यह रेसिडुए पर व्याख्यान संख्या 20 है और यह इस मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर अंतिम व्याख्यान है आज हम इस बारे में बात करेंगे कि रेसिडुए क्या है और रेसिडुए का मूल्यांकन कैसे करें और इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम रेसिडुए थ्योरम है जिसमें कई जटिल इंटेग्रलस के मूल्यांकन के लिए आवेदन है इसलिए हम जटिल और इंटीग्रल के इस मूल्यांकन के लिए कुछ हिस्सों को भी कवर करेंगे तो रेसिडुए पर आते है तो मान लीजिए कि यह f एक फंक्शन है जो सभी z के लिए अनलिटिक है सिवाय इस के जो कि इस f फ़ंक्शन का एक आइसोलेटेड एकल बिंदु है इसलिए पिछले दो अध्यायों जहां हमने एकल बिंदुओं और विशेष रूप से लॉरेंट श्रृंखला विस्तार के लिए चर्चा की है जो अब इस रेसिडुए पर चर्चा करने के लिए बहुत उपयोगी होगा तो इस के बारे में लॉरेंट श्रृंखला f पर हमारे पास सकारात्मक पावर और नकारात्मक पावर की ऐसी अवधि हो सकती है और जहां यह यह गुणांक हम ऐसे इंटीग्रल की मदद से गणना कर सकते हैं जिस पर पहले से ही इस विषय में चर्चा की गई थी जहां हमने लॉरेंट श्रृंखला को कवर किया है और याद करने के लिए हमने यह उल्लेख किया है कि यह गुणांक इस का गुणांक है वहां इसे रेसिडुए कहा जाता है और अब हम विस्तार में जाएंगे कि अलग अलग प्रकार के क्या हैं और रेसिडुए का मूल्यांकन कैसे करें और फिर इस रेसिडुए के अनुप्रयोग क्या है लेकिन इस लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में इस गुणांक के गुणांक को इस बिंदु पर इस f का रेसिडुए कहा जाता है और याद रखें कि यह आइसोलेटेड एकवचन बिंदु है तो अब यहाँ जो सीधे इस इंटीग्रल से आ रहा है वह है जहाँ n 1 है इसलिए n 1 0 तो यहाँ कोई शब्द नहीं है तो यह इस के लिए एक सरल इंटीग्रल है तो वास्तव में यही कारण है कि हम यहां इस रेसिडुए पर चर्चा कर रहे हैं तो जहाँ C एक वक्र है जो वास्तव में इस बिंदु को बांधता है तो कई जटिल इंटेग्रल जो मूल्यांकन करने के लिए जटिल हैं हम इस सूत्र की मदद से मान प्राप्त कर सकते हैं जो कहता है कि है तो हम प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम इस फार्मूला का उपयोग विस्तार में नहीं करेंगे हमने लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में इन गुणांकों का मूल्यांकन करने के लिए इस सूत्र का उपयोग नहीं किया क्योंकि इन जटिल इंटेग्रल की गणना जटिल हो सकती है इसलिए अन्य तरीके से हमने लॉरेंट श्रृंखला के संदर्भ में फ़ंक्शन का विस्तार किया है एक बार विस्तार होता है हम प्राप्त कर सकते हैं और एक बार हमारे पास है वास्तव में हम को यह इंटीग्रल मिल सकता है तो यह इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए यह दूसरे तरीके से जाते है हम इस लॉरेंट श्रृंखला विस्तार का उपयोग करते हैं और फिर हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास यह इंटीग्रल तैयार है तो लेकिन रेसिडुए का मूल्यांकन करने के लिए अन्य तरीके भी हैं तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक बिंदु पर रेसिडुए को कैसे प्राप्त किया जाए जो f का आइसोलेटेड एकल बिंदु है तो रेसिडुए की गणना कैसे करें पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और बाद में सूत्र का उपयोग करते हुए जिस पर हमने अभी चर्चा की है हम कुछ इंटीग्रल का मूल्यांकन करेंगे यदि एक हटाने योग्य एकल बिंदु है और अब वर्गीकरण तस्वीर में आ रहा है तो हमारे पास एक एकल बिंदु है और यह एक हटाने योग्य एकल बिंदु है फिर हम जानते हैं कि लॉरेंट श्रृंखला विस्तार के सिद्धांत भाग में कोई शब्द नहीं है और उस स्थिति में यदि इसका कोई प्रमुख हिस्सा नहीं है तो इसमें की कोई नकारात्मक पावर नहीं है तो स्वाभाविक रूप से यह 0 होने जा रहा है और इसका मतलब है कि रेसिडुए 0 है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यह इंटीग्रल वक्र इंटीग्रल वक्र को सरल बंद वक्र को संलग्न करता है जो इस बिंदु को संलग्न करता है 0 होने जा रहा है जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है इसके अलावा यह हमें यह परिणाम दे सकता है कि जब हमारे पास एक हटाने योग्य एकल बिंदु होता है जो यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरा यह है कि अगर यह बिंदु एक साधारण ध्रुव है तो इस रेसिडुए को कैसे प्राप्त किया जाए मेरा मतलब है कि हम हमेशा विस्तार की मदद से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ये कुछ अन्य तरीके हैं जिन्हें हम आसानी से इन रेसिडुए को प्राप्त कर सकते हैं तो अगर हमारे पास एक साधारण पोल है तो रेसिडुए कैसे प्राप्त करें उस स्थिति में यह विस्तार लॉरेंट श्रृंखला विस्तार होने जा रहा है जिसकी हमने पहले चर्चा की है साधारण पोल के मामले में हमारे पास लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में केवल एक शब्द है और हम इस बात में रुचि रखते हैं कि यह क्या है इसलिए सीमा की मदद से यह आसान है क्योंकि अगर हम यहां इस से गुणा करते हैं यहां इस शब्द का कोई महत्व नहीं है यह सिर्फ बढ़ाया जाएगा और फिर यह रद्द हो जाएगा इसलिए जब हम सीमा लेते हैं तो यह सब कुछ 0 तक जाएगा तो यह सीमा हमें सीधे देगी इसलिए इसे को प्राप्त करने के लिए हम इसे से गुणा करते हैं और फिर सीमा लेते हैं तो लॉरेंट श्रृंखला के लिए इस fका विस्तार किए बिना हम प्राप्त कर सकते हैं जो आसानी से यहां दिया गया है इसलिए यदि यह एक साधारण ध्रुव है तो हम सिर्फ f को इस से गुणा करेंगे और सीमा लेंगे और जो भी संख्या आती है वह वास्तव में रेसिडुए है अब अगर हमारे पास m क्रम का ध्रुव है तो इसका मतलब है कि लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में m पहले टर्म हैं और के साथ इस मामले में हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि रेसिडुए कैसे प्राप्त करें कैसे प्राप्त करें तो फिर से इस सीमित दृष्टिकोण के साथ हमारी मदद करने जा रहा है इसलिए यदि आप दोनों पक्षों को के साथ गुणा करें तो क्या होगा हमारे पास है तो यह वह अभिव्यक्ति है जो हमें इसके लिए मिलेगी और अब अगर हम m 1 बार डिफ्रेंटिएट करते हैं तो ये सभी शर्तें गायब हो जाएंगी केवल यह के रूप में आएगा अन्य सभी शर्तें 0 होंगी और यहां से हम प्राप्त करेंगे और यहां भी हमें m n मिलेगा तो यह इस m 1 से अधिक है तो यहाँ भी आपको कुछ के पावर मिलेंगी लेकिन जब हम सीमा लेते हैं तो यह हिस्सा 0 हो जाएगा और यहाँ हम को मिल जाएगा तो यहाँ निष्कर्ष यह है कि अब इस को कैसे प्राप्त किया जाए इसलिए हम पहले से ही गुणा कर चुके हैं और अगर हम m 1 बार डिफ्रेंटिएट करते हैं और फिर सीमा लेते हैं तो हम प्राप्त करेंगे और यहाँ एक टर्म हैं अगर यह m क्रम का एक ध्रुव है अब एक आवश्यक एकल बिंदु पर रेसिडुए जो हमें मूल रूप से लॉरेंट श्रृंखला विस्तार का उपयोग करना है और फिर इस का गुणांक प्राप्त करना है तो चलिए इस महत्वपूर्ण रेसिडुए थ्योरम पर आते हैं हालांकि हमने इस पर चर्चा की है हमने चर्चा की है कि यह f एकल मूल्यवान और अनलिटिक है और इस आइसोलेटेड अद्वितीयता को छोड़कर एक साधारण बंद वक्र C पर है उस स्थिति में हमने देखा है कि यह इंटीग्रल का मान कुछ नहीं बल्कि है यह स्थिति तब थी जब हमारे पास इस बंद सरल बंद वक्र C के अंदर केवल एक आइसोलेटेड एकल बिंदु था लेकिन इसे सामान्यीकृत किया जा सकता है इसलिए यह वास्तव में रेसिडुए थ्योरम है लेकिन हम इसे सामान्यीकृत कि f सिंगल वैल्यूड एक गैर सरल बंद वक्र C के अंदर अनलिटिक है और आइसोलेटेड अद्वितीयताओं इन आइसोलेटेड अद्वितीयताओं को छोड़कर इसलिए एक अद्वितीयता के बजाय हमारे पास C के अंदर ये r एकलता हैं और उस स्थिति में परिणाम केवल हैं और इन आइसोलेटेड अद्वितीयताओं पर रेसिडुए का योग है तो हमारे पास r एकलता है जिसका अर्थ है कि हमें इन r रेसिडुए को प्राप्त करना होगा और फिर हमें यहां इन रेसिडुए को से गुणा करना होगा और यह इस वक्र पर इंटीग्रल मान होगा और इन सभी एकलता को बंद कर देगा तो हमारे पास है और इस इंटीग्रल की वैल्यू आसानी से इस रेसिडुए थ्योरम का उपयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है तो यह रेसिडुए थ्योरम कैसे आ रहा है तो हमारे पास यह f फ़ंक्शन है जिसमें ये r अद्वितीयताएं हैं जिसका अर्थ है कि यह ऐसी स्थितियां हैं जो हमारे पास एक वक्र है जो इन सभी अद्वितीयताओं को यहां संलग्न करता है और प्रत्येक अद्वितीयता के लिए हमारे पास एक वक्र है तो ये आइसोलेटेड अद्वितीयताएं हैं इसलिए हमेशा हम इसे अन्य सर्किलों द्वारा संलग्न कर सकते हैं जिनमें आगे की अद्वितीयताएं नहीं हैं तो ये वे वृत्त हैं जो इन सभी अद्वितीयताओं को संलग्न करते हैं और प्रत्येक चक्र में केवल एक अद्वितीयता होती है और फिर कौची थ्योरम द्वारा यदि आपको याद है कि यह इंटीग्रल जो C पर है तो इन सभी वृत्तों के योग के इंटीग्रल अंग के अलावा f कुछ भी नहीं है तो तो यह रेसिडुए थ्योरम है जो इस तरह के इंटेग्रलस का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सहायक है एकमात्र कठिनाई जो हमें इन रेसिडुए का विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन करना है लेकिन प्रत्येक स्थिति में रेसिडुए का मूल्यांकन हमने पहले ही चर्चा की है इसलिए हम इंटेग्रलस के मूल्यांकन भाग के लिए जा सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से यह है जो हम देखते हैं और यहां C है तो एकवचन बिंदु z 0 हैं यहां हमें 1 मिलेगा और फिर हमें i मिलेगा तो ये इस इंटीग्रैंट के इस फ़ंक्शन के तीन एकवचन बिंदु हैं जो 01 और i इसलिए यह यहां 0 है और फिर हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास i है और यह सर्कल है तो इस मामले में ये सभी एकल बिंदु घेरे के अंदर पड़े हुए हैं इसलिए हमें अब रेसिडुए थ्योरम को लागू करना होगा इसका मतलब है हमें इन तीनों बिंदुओं पर रेसिडुए की गणना करनी होगी क्योंकि सभी सर्किल के अंदर पड़े हैं इसलिए हम वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पहले लेते हैं तो यह फॉर्म है क्योंकि और फिर यहां हमारे पास 0 भी है इसलिए हम फॉर्म के कारण L Hospital नियम से जा सकते हैं इसलिए जब हम न्यूमैरेटर को डिफ्रेंटिएट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे और जब हम डिनोमिनेटर से डिफ्रेंटिएट करते हैं तो उत्पाद नियम लागू होना चाहिए तो यह Z डिफ्रेंटिएटेड है तो हमारे पास डिनोमिनेटर के रूप में है तो अब हम सीमाओं को पार कर सकते हैं और हम देखते हैं कि यह है तो यहाँ सीमा 1 है इसलिए प्रत्यक्ष सीमा 0 के लिए सीमा Z दृष्टिकोण के रूप में आ रही है यह मान 1 है जिसका अर्थ है कि यह 0 के बराबर हटाने योग्य एकलता z है और अब हम दूसरे पर चर्चा करेंगे इसलिए अब Z 1 के लिए क्योंकि इसे यहां भी देखा जा सकता है क्योंकि यहां L Hopital नियम लागू था और परिणामस्वरूप अंत में हमें यह मान 1 के रूप में मिला लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है जब z 1 के पास आता है तो हम अब z 1 पर क्या विचार कर रहे हैं सीमा हैं तो स्पष्ट रूप से z 1 एक सरल ध्रुव है तो यह एक और एकलता को एक साधारण ध्रुव के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसी तरह हम इस z i के बारे में बात कर सकते हैं तो इस मामले में हमें गुणा करना होगा और फिर सीमा की जांच करनी होगी तो यह ऑर्डर 2 का एक ध्रुव होने जा रहा है तो सभी वर्गीकरण यहां किए गए हैं z 0 एक हटाने योग्य अद्वितीयता है z 1 एक साधारण ध्रुव है और z i क्रम 2 का एक ध्रुव है अब प्रत्येक के लिए हमें रेसिडुए का मूल्यांकन करना होगा इसलिए पहले मामले में चूंकि यह एक हटाने योग्य एकलता है रेसिडुए 0 होने जा रहे हैं इसलिए हटाने योग्य अद्वितीयता के लिए लॉरेंट श्रृंखला में नकारात्मक पावर के साथ कोई टर्म नहीं होगा और इसलिए रेसिडुए 0 और रेसिडुए z 1 होने जा रहा है यदि हम गणना करते हैं तो अब यह एक साधारण ध्रुव था इसलिए हमें मूल रूप से यह सीमा प्राप्त करनी होगी यह वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की है यह गणना कहती है हम जानते हैं कि z i ऑर्डर 2 का एक ध्रुव है और फिर हमें इस डेरीवेटिव को एक बार इस पद के लिए एक टर्म प्राप्त करना होगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो वर्ग के इस डेरीवेटिव का मतलब है कि इसे अब इस फंक्शन से हटा दिया जाएगा हमें ध्यान रखना होगा तो इस मामले में z i और यहां यह भागफल नियम लागू होगा तो यह सिर्फ भागफल नियम है z i इस सीमा को प्रतिस्थापित करने वाला सरलीकरण हमें यह संख्या मिल रही है तो प्राप्त करने के लिए यहां और सरल बनाया जा सकता है तो यह z i पर रेसिडुए है तो हमारे पास ये तीन रेसिडुए हैं एक 0 था दूसरा एक तीसरा यह हैं तो इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त करने के लिए इसलिए इंटीग्रल I हैं और सभी रेसिडुए का योग होगा तो और अब अगर हम थोड़ा और सरल बनाते हैं तो हमें वांछित इंटीग्रल का यह मान मिलेगा तो यह उन अनुप्रयोगों में से एक था जिसे हमने देखा है कि ये रेसिडुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन इंटीग्रल के मूल्यांकन के लिए बिना रेसिडुए का उपयोग किए यह थोड़ा अधिक जटिल हो सकता है तो एक और उदाहरण जिसे हम इस व्याख्यान में देखेंगे अब हम इस फ़ंक्शन का मूल्यांकन करेंगे जहां हमारे पास है इसलिए फिर से हमें यह देखना होगा कि एकवचन बिंदु क्या है और फिर हमें एकवचन बिंदुओं को वर्गीकृत करना होगा और तदनुसार हमें रेसिडुए और फिर रेसिडुए थ्योरम प्राप्त करना होगा तो इन सभी बिंदुओं का फिर से उपयोग किया जाता है तो एकलता पर आते हुए यह एक द्विघात समीकरण है तो हम इसे हल कर सकते हैं और हम देखते हैं ये के लिए दो समीकरण सामने आ रहे हैं तो यह और इस पोलीनोमिअल के शून्य हैं जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं तो ये सभी बिंदु इस इंटीग्रैंट के लिए एकल बिंदु होने जा रहे हैं तो हमारे पास अब z 2 i 2 i 3 i 3 i एकलता है ये चार अद्वितीयताएं हैं और प्रत्येक के लिए हमें रेसिडुए का मूल्यांकन करना होगा तो स्पष्ट रूप से हम यहां यह भी देखेंगे कि ये सभी अद्वितीयताएं फिर से इस के अंदर आ रही हैं क्योंकि और अब हम यहां 2 या 3 तक जा रहे हैं तो ये सभी अद्वितीयताएं रेडियस के इस चक्र के अंदर पड़ी हुई है और अब हमें प्रत्येक मामले की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका फ़ंक्शन अब है तो इनमें से प्रत्येक चाहे z 2 i या z 2 i या z 3 i या z 3 i ये सभी बिंदु सरल ध्रुव हैं क्योंकि अगर हम f यहां इस z 2 i से गुणा करते हैं और फिर सीमा लेते हैं और सीमा मौजूद होगी इसी तरह z 2 i के लिए और इसी तरह तो ये सभी एक साधारण पोल हैं और अब अगर हम रेसिडुए प्राप्त करना चाहते हैं इस z 2 i के लिए इस f के लिए हम को z 2 i से और फिर f से गुणा करना होगा तो हमारे पास इस z 2 i के लिए हर जगह सीमा डालने के बाद यह परिणाम है और यह तो यह है तो अंत में हम इसे प्राप्त कर रहे हैं तो z 2 i इस पर रेसिडुए है और हम देख सकते हैं कि अगर हम रेसिडुए की गणना z 2 i पर करते हैं और यह उसी संख्या में आ रहा है और फिर से अगर हम z 3 i या z 3 i पर गणना करते हैं तो वे दोनों भी ठीक इस के बराबर आ रहे हैं तो इन सभी साधारण ध्रुवों पर इन सभी रेसिडुए का मूल्य है तो हम अब इस इंटीग्रल का मूल्यांकन कर सकते हैं जो हैं और इन सभी रेसिडुए के योग से गुणा किया जाता है जो है तो इस इंटीग्रल का अंतिम मान है तो अब एक और उदाहरण यहाँ हमारे पास यह है और वृत्त है तो अब वृत्त का रेडियस आधा इसलिए यदि हम यहां अद्वितीयता पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास वास्तव में है तो z 2 यह एक अद्वितीयता है और यह z 0 भी एक अद्वितीयता है तो ये दो एकलता हैं और हमें ध्यान देना चाहिए कि यह z 2 अब इस के बाहर है तो उनमें से कम से कम एक सर्कल के बाहर है इसलिए यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है रेसिडुए थ्योरम में अब हमें z 2 पर रेसिडुए की गणना करने की आवश्यकता नहीं है हमें केवल z 0 पर रेसिडुए की गणना करने की आवश्यकता है z 0 के लिए फंक्शन तो स्पष्ट रूप से यह यहां दिखाई दे रहा है कि हमें इस के साथ जांच करनी है तो यह ऑर्डर 3 का एक ध्रुव होने जा रहा है यदि यह सीमा मौजूद है और स्पष्ट रूप से वहाँ सीधे आ रहा है तो यह ऑर्डर 3 का एक ध्रुव है और फिर हमें इस पोल के लिए रेसिडुए की गणना करनी होगी जो ऑर्डर 3 का है तो इस z 0 पर f फ़ंक्शन का रेसिडुए इस सूत्र के साथ होगा जो हमारे पास है तो यहां हमारे पास है तो हमारे पास है इस के लिए दूसरा डेरिवेटिव जो वह हिस्सा है जब हम f को से गुणा करते हैं तो रद्द हो जाता है और हमें केवल फंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव लेना होगा तो पहला डेरिवेटिव यहां दिया गया है फिर एक बार फिर हमें इसे सरल बनाना होगा और फिर से डेरिवेटिव लेना होगा और अंत में सीमा लेनी होगी तो यह z 0 पर रेसिडुए के रूप में आ रहा है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू रेसिडुए के वैल्यू से गुणा किया जा रहा है जो हैं तो इंटीग्रल का मान है तो हमने जो देखा है कि इस f के एकवचन बिंदुओं में से एक इस एकीकरण या इस वक्र के क्षेत्र के बाहर था इसलिए हमें अब स्वाभाविक रूप से इस बिंदु पर रेसिडुए की गणना करने की आवश्यकता नहीं है तो एक और उदाहरण जहां हमारे पास दो फंक्शन के योग के साथ इंटीग्रेट है और अंडाकार के साथ एक सर्कल C है जो मानक रूप में है तो यह वहां दीर्घवृत्त है और अगर हम यहां पहले हिस्से को देखते हैं क्योंकि हमारे पास संकेत है और इसलिए और हमारे पास है तो ये चार बिंदु इस फ़ंक्शन को तोड़ रहे थे ये एकवचन बिंदु हैं और हम अब आसानी से देख सकते हैं तो यह z 2 है हमारे पास z 2 है फिर हमारे पास z 2 i है और फिर हमारे पास z 2 i है इन सभी बिंदुओं और यहाँ एक और बिंदु z 0 है जो इस f इंटीग्रैंट का एकवचन बिंदु भी है क्योंकि हमारे पास है और अब सब कुछ अनंत तक जाता है तो यह भी फंक्शन परिभाषित नहीं है तो यह भी एक एकवचन बिंदु है इसलिए हमारे पास यहां कई एकवचन बिंदु हैं ये दोनों बाहर हैं क्योंकि z 2 और यहाँ मूल से यह दूरी केवल 1 आ रही है तो यह डोमेन के बाहर है इसलिए इन दोनों पर विचार नहीं किया जाएगा हमारे पास तीन बिंदु हैं जहां रेसिडुए का मूल्यांकन किया जाना है तो पहले फंक्शन के लिए अगर हम वहां z 2 i पर रेसिडुए की गणना करते हैं और हमें मिलता है इसी तरह z 2 i के लिए हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और वह संख्या आएगी इसलिए ये दो बिंदु हैं जहां हमने मूल्यांकन किया है इसके अलावा हमें z 0 देखना होगा कि दूसरे टर्म में दिखाई दे रहा है और यह एक आवश्यक अद्वितीयता है जैसा कि हमने देखा है तो हमारे पास है तो अंत में यह इस दिए गए फंक्शन के लिए विस्तार है और जहां तक इस का संबंध है यह यहां गुणांक है और इसलिए इस फ़ंक्शन का रेसिडुए है क्योंकि यह वह टर्म होने जा रहा है जहां नकारात्मक पावर शुरू होती है तो यह पहला शब्द है और यह वह रेसिडुए है जो हमारे पास है और फिर इंटीग्रल है जिसका अब मूल्यांकन किया जाना है इसलिए हमने दो रेसिडुए के योग से गुणा किया है और फिर आवश्यक अद्वितीयता में से तीसरा तो यह इस में जोड़ता है तो यह एक उदाहरण था जहां हमने एकवचन बिंदुओं में से एक को आवश्यक अद्वितीयता के रूप में भी माना है और अब ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है बस निष्कर्ष निकालने के लिए हमने रेसिडुए थ्योरम पर चर्चा की है जो है हमें विचार करना होगा और ये बिंदु एकल बिंदु हैं जो इस C सीमा के अंदर स्थित है एक साधारण पोल पर रेसिडुए की आसानी से के साथ गणना की जा सकती है अगर यह m आर्डर का एक ध्रुव है तो हमें लेना होगा यदि यह आवश्यक एकल बिंदु है तो हमें लॉरेंट श्रृंखला विस्तार का उपयोग करना होगा और फिर हम इस पहले टर्म का गुणांक पा सकते हैं जहां नकारात्मक पावर शुरू होती हैं तो यह सब इस व्याख्यान के लिए है और मैं आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं